प्रोटथर्म पर प्रदर्शन एक थर्मोडिनामिक डेटाबेस है प्रोटीन और म्यूटेंट के लिए जैसा कि हमने पहले चर्चा की है ProTherm में शामिल हे जानकारी क्रम निर्देश जानकारी प्रयोगात्मक शर्तों थर्मोडायनेमिक डेटा और इसलिए विभिन्न प्रोटीनों के लिए साहित्य जानकारी साथ ही साथ उनके म्यूटेंट के बारे में ProTherm का प्रमुख पहलू थर्मोडायनामिक डेटा है और अन्य सभी जानकारियों के साथ पूरक है हम इस वेबसाइट में ProTherm का उपयोग कर सकते हैं abren dot net ProTherm और उपयोगिताओं की व्याख्या करें और Protherm से डेटा कैसे प्राप्त करें ओह यह प्रोथर्म के लिए वेबसाइट है तो यहाँ आप अन्य डेटाबेस जैसे pronate या biomolecules गैलरी और बाईं ओर के लिंक देख सकते हैं आप ProTherm के प्रमुख पहलुओं को देख सकते हैं आप अवलोकन देख सकते हैं तो इस डेटाबेस की प्रमुख सामग्री क्या है और हम इस डेटाबेस से क्या प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ हम अपडेट करते हैं नया क्या है और आँकड़े पृष्ठ हैं और हम कुछ ट्यूटोरियल देते हैं तो यहाँ आप विवरण प्राप्त कर सकते हैं कि डेटा कैसे प्राप्त करें या प्रोथर्म डेटाबेस से डेटा कैसे प्राप्त करें और यहाँ आप प्रोथर्म के बारे में अधिक जानकारी दे सकते हैं

आप पीडीबी मैप को प्रोथर्म और स्विस प्रोटो प्रोथर्म पर देख सकते हैं और यहां हम संदर्भ देते हैं यह प्रमुख संदर्भ और उद्धरण हैं वर्तमान में यदि आप इन पत्रों और वेबसाइट के विभिन्न संस्करणों को देखते हैं क्योंकि 1000 से अधिक सही हैं इसलिए अब यदि आप मुख्य पृष्ठ पर जाते हैं तो यह सरल खोज है आप किसी भी कीवर्ड को प्रोथर्म को खोजने के लिए दे सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आप लाइसोजाइम में रुचि रखते हैं तो यह कहां प्रोटीनव्यापक रूप से अध्ययन किया जाता है इसलिए यदि आप क्लिक करते हैं इसलिए न केवल आप सभी डेटा को लाइसोजाइम के संबंध में दे सकते हैं तो ये प्रवेश संख्या है यहां ये प्रोटीन नाम हैं और ये थर्मोडायनामिक पैरामीटर सही हैं यह स्थितियां हैं और डेटा प्राप्त करने के लिए वे किस माप का उपयोग करते हैं और विधि चाहे यह वह थर्मल हो या दिनैचुरैंट और यह हो सकता है पूरा संदर्भ सही है तो अब यदि आप किसी भी प्रकार के डेटा पर विशेष रूप से रुचि रखते हैं तो आप अग्रिम कर सकते हैं यहाँ आपके पास खोज के लिए बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं आप उनकी प्रविष्टि के साथ खोज सकते हैं यह प्रोथर्म प्रवेश है इसलिए यह केवल एक ProTherm के लिए विशिष्ट है यदि आपके पास किसी भी डेटा पर कोई प्रश्न हैं तो आप प्रवेश संख्या का उपयोग करके डेवलपर्स से संपर्क कर सकते हैं डेटा की जांच करने के लिए यह आसान है तो आप PDB कोड के साथ भी खोज सकते हैं फिर आप प्रोटीन नाम और स्रोत का उपयोग कर सकते हैं और यदि आप उदाहरण के लिए प्रोटीन के आकार को जानते हैं यदि आपके पास उदाहरण के लिए प्रोटीन के समान आकार पर डेटा है तो 100 अमीनो एसिड के अवशेष आप आणविक भार दे सकते हैं और आप उदाहरण के लिए म्यूटेशन दे सकते हैं यदि आप लाइसिन से अलैनिन में उत्परिवर्तन देखना चाहते हैं ओके तो मैं लाइसिन और अलैनिन कर सकता हूं इस एक को उत्परिवर्तित करने के लिए क्या होगा और यहां आप चुन सकते हैं कि एक एकल उत्परिवर्तन या दोहरा उत्परिवर्तन या एकाधिक उत्परिवर्तन और यदि यह एकल उत्परिवर्तन है और यदि आप सही शुरू करते हैं हम सभी लाइसिन से अलैनिन म्यूटेशन प्राप्त करेंगे इसलिए यहां हमें प्रायोगिक डेटा मिलेगा मैं विवरणों को समझाऊंगा कि यह सब डेटा कैसे प्राप्त किया जाए फिर आप किसी भी माध्यमिक संरचना के साथ म्यूटेशन पल्स और हेलिक्स या शीट या टर्न या कॉइल के साथ खोज कर सकते हैं और स्थान क्षमता के आधार पर आप या तो दफन का उपयोग कर सकते हैं या आंशिक रूप से हम उजागर कर रहे हैं ये पूर्वनिर्धारित हैं अगर मैं विशेष रूप से एक्सेसिबिलिटी सरफेस एरिया की किसी भी विशिष्ट रेंज पर दिलचस्पी रखता हूँ जिसका उपयोग आप यहाँ कर सकते हैं उदाहरण के लिए 0 से 20 एंग्स्ट्रॉम स्क्वायर आर 0 से 30 प्रतिशत तो वे मान को दोनों में प्रतिशत और एंग्स्ट्रॉम स्क्वायर में सही देते हैं जो एक इकाई है आप DSSP का उपयोग करते हैं आपको मिलता है कि मैं एक XX वर्ग देखता हूं हम प्रतिशत मान कैसे करते हैं आप इसे एक्स यूनिट्स या एक्सेसिबिलिटी के साथ करते हैं और प्रतिशत देते हैं और आप इनमें से कोई भी विकल्प या तो सीधे DSSP परिणाम से चुन सकते हैं या आप प्रतिशत का उपयोग कर सकते हैं आप सामान्य एक्स और एक्स एक्सेसिबिलिटी के साथ फिर हम माप लेते हैं कि क्या आप सीडी या डीएससी या प्रतिदीप्ति कहते हैं ये प्रमुख माप हैं और विधियाँ चाहे यह एक थर्मल हो या डिनब्यूटेंट उदाहरण के लिए यह सही है यदि आप थर्मल राइट के लिए डेटा का उपयोग करते हैं तो हम एक थर्मल दिनैचुरैशनविकृतीकरण प्राप्त करेंगे और दिनैचुरैंट अगर दिनैचुरैंट थर्मल का मतलब है कि आपको डेल्टा टीएम के लिए डेटा सही मिलेगा और यह डिटैचुरेंट का डेटा है इसलिए यह पूरी तरह से अशक्त है तो यदि आप दिनैचुरैंट प्राप्त करना चाहते हैं तो हम दिनैचुरैंट पर क्लिक करेंगे आपको मिलेगा डेटा दिनैचुरैंट डिनैचुरेशन के साथ ये ऐसी स्थितियां हैं पीएच और दिनैचुरैंट के लिए हमें तापमान सही देने की जरूरत है आप तापमान तय कर सकते हैं और भी आप उदाहरण के लिए इन प्रयोगात्मक डेटा की विभिन्न श्रेणियों के लिए खोज कर सकते हैं उदाहरण के यदि आप बहुत चरम स्थिरता में रुचि रखते हैं अत्यंत स्थिर या बेहद अस्थिर सही इस स्थिति में आप डेल्टा डेल्टा जी मान को अधिक माइनस 10 किलो कैलोरी प्रति मोल सेदे सकते हैं और आप किसी भी उत्परिवर्तन को देख सकते हैं जो अत्यंत स्थिर या अस्थिर डेल्टा डेल्टा GH 2 O सही है उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि आप इसे माइनस 5 का उपयोग कर सकते हैं तो यदि आप इसे देखते हैं कुछ मामले ठीक हैं यह किसी भी संख्या में माइनस 5 है तो यह आपको क्या मिलता है ठीक है मैं डेल्टा डेल्टा GH 2 O को सही दिखाऊंगा और यही कारण है कि हम इसका चयन करते हैं कि ऐसा क्या है क्योंकि हम तापमान डेटा को कम कर सकते हैं क्योंकि हम थर्मल दिनैचुरैंट लगाते हैं तो सही है क्योंकि अगर आपको नहीं तो इन डेल्टा डेल्टा GH 2 O के साथ डेटा मिलता हैकेवल कुछ म्यूटेशन मिलान कर रहे हैं एक कारण है यदि आप इसे बाहर निकालते हैं और यदि आपको डेल्टा डेल्टा G मिलता है तो 5 से अधिक है क्योंकि ProTherm में हम स्थिरीकरण के लिए सकारात्मक संकेत देते हैं और अस्थिर करने के लिए नकारात्मक तो यह 5 से अधिक है तो आप अब देख सकते हैं कि क्या डेटा दिलचस्प होगा तो आप इस डेल्टा GH 2 O को देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि ये उत्परिवर्तन कई उत्परिवर्तन नहीं हैं लेकिन फिर भी या 32 उत्परिवर्तन हैं जो अत्यंत स्थिर अधिकार हैं तो इस विशेष ट्रिप्टोफैन सिंथेज़ और अल्बा सबयूनिट में E 49 I यदि आपने इसे उत्परिवर्तित किया है तो इससे प्रति किलो 8 किलो कैलोरी की स्थिरता बढ़ जाती है अब आप इसे बहुत उच्च अधिकार में देखते हैं आप देख सकते हैं कि यह सभी म्यूटेंट के लिए क्यों नहीं होता है हम कई विशिष्ट म्यूटेशन देख सकते हैं जो अत्यधिक स्थिर हैं लेकिन अगर हम उदाहरण के लिए अत्यधिक अस्थिर करने वाले म्यूटेंट लेते हैं अगर यह शून्य से 5 दाईं ओर है तो यह शून्य से माइनस 1 100 है यह उदाहरण के लिए है सिर्फ इसलिए कि हमें एक बार ही सही पूर्ण अस्थिर की आवश्यकता है यदि आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप कई उत्परिवर्तन देख सकते हैं जो अत्यधिक अस्थिर हो रहे हैं अब आप इन कई म्यूटेशनों को ले सकते हैं और देख सकते हैं कि ये म्यूटेशन बेहद क्यों हैं स्थिर या बेहद अस्थिर तो आप विश्लेषण कर सकते हैं और आप देख सकते हैं या आपके पास कोई भी सामान्य विशेषताएं हो सकती हैं जिसे आप अत्यधिक या अत्यधिक समझा सकते हैं अस्थिर म्यूटेंट और इसलिए सही तरीके से आप इसका उपयोग अत्यंत साथ ही बेहद अक्षम अस्थिर म्यूटेंट की जांच करने के लिए कर सकते हैं क्योंकि ये ऐसे इसतेत हैं जिनकी मैंने पहले 2 इसतेत चर्चा की थी क्योंकि सामने आया इसतेत और मुड़ा हुआ इसतेत और यदि आप उत्परिवर्ती इसतेत के अधीन हैं तो आप 3 देख सकते हैं या 4 कि आप अपना डेटा प्राप्त करने के लिए इन इसतेत को चुन सकते हैं फिर आप प्रतिवर्ती अधिकार प्राप्त कर सकते हैं हम संदर्भ समय 0837 प्रकट कर सकते हैं और फिर आप वापस प्रकट अवस्था में वापस आ सकते हैं जो आप कहते हैं यह प्रतिवर्तीता है हाँ यदि यह प्रतिरूपण कोई मुख्य शब्द सही नहीं है तो आप किसी भी कुंजी शब्द के साथ साथ दूसरों को भी सही और कानों को सही कह सकते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं तो अब हमारे पास आपके डेटा को सही खोजने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं अब यदि आप प्रदर्शित करते सब कुछहैं तो बड़ी गड़बड़ है हमें नहीं पता कि आप क्या खोज रहे हैं और कौन सी जानकारी चाहते हैं तो इस मामले में हमारे पास प्रदर्शन विकल्प सही है इसलिए आप जिसे इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं आप सही चाहते हैं में कुछ उदाहरणों के बारे में बताऊंगा फिर हम छँटाई कर सकते हैं आपके पास एक छँटाई विकल्प हो सकते हैं इसलिए आप अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं परिणामों के आधार पर प्रविष्टियों की संख्या डिफ़ॉल्ट मान 300 है लेकिन आपकी अधिक उपयोग कर सकते हैं 3000 30000 की इन प्रविष्टियोंसंख्या का तो आप सभी डेटा को एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है अब मैं इन कुछ उदाहरणों के साथ जाता हूं इसलिए आइए देखें कि मैं स्थिरता मान रखना चाहता हूं सभी एकल म्यूटेंट के लिए तो क्या करना है हमें एक एकल उत्परिवर्तन सही बहुत सरल अधिकार मिला और यदि आप अभी शुरू करते हैं तो यह एक बड़ी गड़बड़ी है आपको इन सभी चीजों की आवश्यकता है तो अब प्रश्न सभी सूचनाओं में से है जिन्हें आप साझा करते हैं उदाहरण के लिए आप विकलांगता डेटा को समझें क्योंकि यह महत्वपूर्ण पहलू है ProTherm डेटाबेस तो आप प्रो थर्मोडायनामिक डेटा ठीक चाहते हैं तो अब डिस्प्ले ऑप्शन आपको सही सब कुछ स्पष्ट कर देता है इसलिए यदि आप डेल्टा डेल्टा GH 2 O पर सभी ठीक क्लिक करते हैं तो यह मुफ्त ऊर्जा प्राप्त दिनैचुरैंट में परिवर्तन है इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपको थर्मल पर क्लिक नहीं करना चाहिए यदि आप थर्मल पर क्लिक करते हैं और यदि आप डेल्टा डेल्टा GH 2 O को करते हैं तो आपको कोई डेटा सही नहीं मिलता है जो कि ठीक है यदि आप थर्मल करते हैं तो आपको डेल्टा टीएम की तलाश करनी होगी या डेल्टा डेल्टा जी को एच 2 ओ के साथ सही सुनिश्चित नहीं करना होगा यदि आप इस अधिकार को पसंद करते हैं यदि आप इस तरह शुरू करते हैं तो क्या होगा आपको यह डेटा मिलेगा अब समस्या यह है कि आपको डेटा मिल गया है लेकिन आपको नहीं पता कि यह डेटा किससे मेल खाता है तो यह पर्याप्त नहीं है तो आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारी विश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है आप प्रोटीन एम जानते हैंसही या यदि आप संरचनाओं में रुचि रखते हैं तो हमें आवश्यकता है पीडीबी की तब यह आपको बताएगा कि उत्परिवर्ती तीन संरचना या सही नहीं है तो आप ऊर्जा संरचना ज्ञात कर सकते हैं आप जान सकते हैं संरचना की जानकारी संरचना की जानकारी नहीं आप अनुक्रम जानकारी कर सकते हैं फिर वह जानकारी जो भी आपको चाहिए हाँ यह बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है अन्यथा हम म्यूटेशन संदर्भ समयनहीं जानते हैं 1127 को बहुत महत्वपूर्ण जो आपको बताएगा कि कौन से अवशेषों को म्यूट किया गया है कौन से अवशेषों में प्रोटीन ठीक है और कुछ और जो आप चाहते हैं डेल्टा जी यदि आप किसी दिनैचुरैंट के बारे में बात करते हैं यदि आप दिनैचुरैंट दिनैचुरैशन के डेल्टा जी में रुचि रखते हैं तो हमें कोई डेटा नहीं मिलता है तो आपको एक डेल्टा GH 2 O मिलता है तो डेल्टा GH 2 होना चाहिए तो हम आपकी शर्तों के बारे में भी सही सोच सकते हैं क्योंकि उनका डेटा विभिन्न स्थितियों से भिन्न होता है तो आप टी तापमान का उपयोग कर सकते हैं जो हमें मिलता है सही सही मैं यह भी क्लिक कर सकता हूँ कि क्या आप दिनैचुरैंट में रुचि रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि पीएच इन राइट ओके है आइए देखें कि यहां क्या हो रहा है इसलिए मुझे डेटा मिला है जैसे कि आप जानते हैं कि यह एक संगत है क्योंकि यह पृष्ठ की बाहर नहीं निकल रहा सीमा से है और ठीक है तो आप देख सकते हैं कि यह प्रोटीन है यह से एक बहुत ही सुंदर वीडियो है सभी म्यूटेंट उनके पास जंगली प्रकार IID है यदि आप चाहते हैं कि जिस उत्परिवर्ती आईडी को वे उत्परिवर्ती पर क्लिक करें तो हम जानते हैं कि जंगली की सफलता प्रकार और उत्परिवर्ती फिर आप दो विश्लेषणों की तुलना करते हैं ठीक है यह द्वितीयक संरचना सही है अब ये प्रोटीन यदि आप चाहते हैं कि आपके पास माध्यमिक संरचनाओं के आधार पर कोई भी विश्लेषण है तो आप AWK के बारे में चर्चा की गई सही जानकारी निकाल सकते हैं बस आप इसे सहेज सकते हैं और आपको एक ही AWK प्राप्त होता है और आप माध्यमिक जानकारी को सही प्राप्त कर सकते हैं फिर इस मामले में भी यदि आप देखते हैं कि कई अशक्त अशक्त डेटा ठीक हैं या तो लापता AWK टिप्पणी को हटा दें अन्यथा डेटाबेस में भी आप इन्हें समाप्त कर सकते हैं कि इन अधिकारों को कैसे समाप्त किया जाए हम खोज विकल्प पर जा रहे हैं डेल्टा ऊर्जा H 2 O पर जाएं हमें कुछ संख्याएँ मिलनी चाहिए तो आप दो चरम मान दे सकते हैं सर्वर वास्तव में माइनस 100 से प्लस 100 तक दे सकते हैं इस समय मी और सी इस समय वास्तव में हम संदर्भ समय 1329 तो इस मामले में यदि आप इसे देखते हैं तो आप डेल्टा डेल्टा GH 2 O देखते हैं आपको नंबर सही मिलते हैं आप सभी शून्य को समाप्त कर सकते हैं इसलिए यदि आप अशक्त मूल्यों को दूर करना चाहते हैं तो आप कुछ सीमा दे सकते हैं तो यह मामलाvआपको मिला संदर्भ समय 1345 तत्व क्योंकि यह केवल आपकोदर्शाने पर दिखाएगा संख्याओं को सही तो अब आप कुछ डेटा अभी प्राप्त करते हैं यदि आप इस अधिकार को देखते हैं तो कुछ मामले समान म्यूटेंट कई बार दिखाई देते हैं इस साथ खोज करना मुश्किल होगा एक के तो इस मामले में आप छँटाई विकल्प का उपयोग कर सकते हैं ठीक है इसलिए यदि आप इसे एक छँटाई विकल्प देखते हैं यदि आप इस जंगली प्रकार के अवशेषों और उत्परिवर्ती अवशेषों के साथ करते हैं और अवशेषों की संख्या ठीक है तो आप मानों का उपयोग भी कर सकते हैं क्योंकि डेल्टा GH 2 का उपयोग आप अभी कर रहे हैं डेल्टा GH 2 तब आपको समान उत्परिवर्तन दिखाई देगा प्रोटीन या विभिन्न प्रोटीन और अलग अलग स्थान हम कैसे सही बदलेंगे आप देख सकते हैं कि या तो आरोही क्रम में ले जाया गया है या तो अवरोही क्रम पर ले जाया गया है आप अवरोही क्रम हो सकते हैं यह बेहतर है क्योंकि हम स्थिरीकरण प्राप्त करते हैं पहला अधिकार तो हम इसकी दिलचस्प शुरुआत करते हैं आप डेल्टा डेल्टा जी को देख सकते हैं यह है या इस अवरोही क्रम के कारण हमें यह वाई यहीं मिलता है तो यदि आप आरोही क्रम डालते हैं तो हम स्तर को ठीक देखते हैं तो यहाँ पर यदि आपको A से C में समान उत्परिवर्तन दिखाई देते हैं क्योंकि alanine पहले एक है तो आप C को सही रखते हैं तो मान लें कि अलग अलग प्रोटीन बार्नेज़ है और वे न्यूक्लियस फैटी एसिड बाइंडिंग उप प्रोटीन को करते हैं यहाँ ये दो समान डेटा हैं ये दो ए 1 सी 104 सी 104 सी एक ही प्रोटीन शायद अलग अलग स्थिति हैं इस तरह से माध्यमिक संरचना सही है आप देख सकते हैं कि मान भिन्न हैं 1251 1 बिंदु हमें पीएच मिलता है अलग है 96 यह 12 सही है आप सभी इस ए 132 ई को देख सकते हैं आप मानों में अंतर माइनस 85 से माइनस 58 तक देख सकते हैं यह प्रमुख अंतर है जो पीएच के प्रभाव को अलग अलग पीएच पर निर्भर करता है इसलिए यदि आपके पास डेल्टा जी मान है विभिन्न पीएच से एक ही उत्परिवर्तन तो आप कर सकते हैं विश्लेषण कि उस पर पीएच का प्रभाव क्या है विशेष उत्परिवर्तन यदि आप लिए सामान्यीकरण कर सकते विभिन्न प्रोटीनों के तो हम एक विश्लेषण ठीक कर सकते हैं यह सामान्य रूप से विभिन्न प्रोटीनों के लिए होता है आप विश्लेषण कर सकते हैं और यह देखने के लिए कि क्या आप कर सकते हैं सामान्य या हम प्रोटीन के आधार पर सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं या सही नहीं तो अब यदि आप इसे देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन इस मामले में तीन सौ से अधिक सही है यदि आप इसे यहीं बदलना चाहते हैं तो आप संख्या बढ़ा सकते हैं और यदि आप शुरू करते हैं इसमें लगता समय है क्योंकि हमें वह सब कुछ नहीं चाहिए जो वह नहीं है तो धीमी गति से आप एकता प्राप्त कर सकते हैं यह अधिक है क्योंकि वेतन यह 1 से 3000 तक प्रदर्शित होता है इसलिए आपके पास अधिक संख्या में डेटा है और आप संख्या बढ़ा सकते हैं और ठीक कर सकते हैं तो अब इस मामले में यदि आप पहले उत्परिवर्तन बार्नसे पर अधिक जानकारी चाहते हैं यहाँ तो हम किसी भी जानकारी पर जाएंगे तो इस मामले में आप क्या करते हैं प्रदर्शन विकल्प आप भी संदर्भ पर राइट क्लिक करें और यदि आप उत्परिवर्ती संरचनाओं में रुचि रखते हैं तो हम म्यूटेंट पर भी राइट क्लिक करते हैं तो यदि आप सही शुरू करने जा रहे हैं तो इस संख्या को कम करें अब यह संख्या सही नहीं है तो आप 300 को कम करते हैं हम इन देखेंगे संदर्भों को सही और कुछ मामलों में पीडी उत्परिवर्ती सबसे अधिक है संदर्भ समय 1717 यदि यह लाइसोजाइम है तो आप एक उत्परिवर्ती डेटा प्राप्त कर सकते हैं इसलिए मैं यह नहीं कर सकता कि यह कुछ भी प्रदर्शित नहीं है यहां आप उत्परिवर्ती संरचना को देख सकते हैं सही यदि आप इस ई ६ एल पर क्लिक करते हैं तो यहां १ ई ६ k यह एक बहुत बुरा है इसलिए आप देख सकते हैं कि यह सब ठीक है तो आप इस को देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं यह जंगली प्रकार है और यह उत्परिवर्तन है और आप इसे देख सकते हैं इसलिए यदि आप पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बैंगनी दाईं ओर जाएंगे तो जैव रसायन विज्ञान के पेपर में यदि आप बैंगनी देखते हैं तो आप अमूर्त तक पहुंच सकते हैं और यदि आपकी पहुँच है तो आप पूरा पाठ सही देख सकते हैं तो आप यह सब जानकारी ठीक से प्राप्त कर सकते हैं इसलिए अब यदि आप चाहते हैं कि उदाहरण के लिए कई विकल्प हों तो आप केवल रुचि रखते हैं दफन म्यूटेशन पर और शीट्स में और थर्मल साथ प्राप्त किया जाता है तो संप्रदाय के आप d Tm का चयन करना बेहतर मानते हैं वहाँ एक सीमा minus 1 100 से प्लस 100 डिग्री C दाईं ओर है आप यहाँ सेंटीग्रेड या केल्विन भी देख सकते हैं आप किलो कैलोरी किलो किलो जूल कर सकते हैं तो किलो कैलोरी और किलो जूल के बीच क्या रूपांतरण है जब किलो कैलोरी 418 किलो जूल के बराबर होता है इसलिए हम संख्या को देख सकते हैं यदि आप इस अधिकार को पसंद करते हैं तो हम बस दी एच को S करने के लिए हैंओके यह आमतौर पर एक स्टेट 2 2 स्टेट मानों का उपयोग किया जाता है फिर अगर आप इसे पसंद करते हैं और यहां हमें बदलने की आवश्यकता है क्योंकि हम पहले से ही एक थर्मल है यह स्वचालित रूप से इसे एक टीएम डाल देता है और टी टा सी टीएम नहीं है T is not Ta C ™ हमें इसकी आवश्यकता नहीं है और इसे मापने की विधि नहीं है हम इसे कम कर देते हैं संदर्भ ठीक है वहाँ है कि हम डेल्टा डेल्टा जी की जरूरत नहीं है हम म की जरूरत है और यह हम इसे हटा दें और अगर स्रोत का उपयोग करें हम ओह सही शुरू करते हैं तो डेल्टा हाँ डेल्टा डेल्टा जी मैं ने कहा कि इस का उपयोग थर्मल है क्योंकि मुझे डेल्टा डेल्टा जी की जरूरत है मुझे अब इसकी आवश्यकता है हाँ डेल्टा डेल्टा जी आपको डेल्टा डेल्टा जी मान थर्मल दिनैचुरैंट के लिए सही है इसलिए आप इस जानकारी का उपयोग आगे या विश्लेषण के साथ साथ भविष्यवाणी के अधिकार के लिए भी कर सकते हैं तो इसी तरह आप ProTherm आप इसे समाप्त करने के लिए उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यदि आप हैं तो आंकड़े लेते यह सामग्री है तो इसमें लगभग 25000 प्रविष्टियाँ हैं जो दुर्भाग्यवश वर्तमान में कोई वर्तमान अद्यतन उपलब्ध नहीं है ProTherm लेकिन फिर भी उपलब्ध आंकड़ों की संख्यालिए पर्याप्त है विश्लेषण के आइए हम कहते हैं कि यह 740 अद्वितीय प्रोटीन है तो वे 311 प्रोटीन सामग्री होगी म्यूटेंट की और ये प्रोटीन के लिए आँकड़े हैं और यदि आप डिज़ाइन करते हैं तो यह एक प्रोटीन नाम है आप एक प्रोटीन के नाम और स्रोत के नाम और इतने पर सूचीबद्ध कर सकते हैं तो अगर आप जाते हैं सही आवृत्ति पर आप आवृत्ति तालिका देख सकते हैं जो मैंने पहले दिखाया था आप देख सकते हैं कि कुछ उत्परिवर्तन अत्यधिक पसंद किए जाते हैं क्योंकि वे प्रायोगिक सूचियाँ हैं जो वे धन खर्च नहीं करना चाहते हैं किसी म्यूटेंट के ऑर्डर लिए इसलिए उन्हें यह समझने के लिए कुछ विशिष्ट म्यूटेशन करना पसंद है कि उनके विशेष उत्परिवर्तन के साथ क्या होगा यही कारण है कि यदि आप इस प्रभाव को समझने के लिए ऐलन को कई म्यूटेशन देखते हैं तो यह एक साइड चेन है तो इसी तरह आप आंकड़े सही पा सकते हैं अब यदि आप सही ट्यूटोरियल पर जाते हैं तो अगर यह ऐसा है तो यहां हमने चार अलग अलग प्रश्न दिए हैं पहला सवाल एकल उत्परिवर्तन के लिए एक डेटा खोज है तापीय विकृतीकरण प्रयोगों के साथ प्राप्त पेचदार अनुक्रम मेंक्या करेंगे इसके साथ जो आपको सही उपयोग करने की आवश्यकता है हमें इसकी आवश्यकता है क्योंकि प्रश्न पेचदार अनुक्रम है इसलिए हमें एक पेचदारपर क्लिक करने की आवश्यकता है और एकल उत्परिवर्तन और आप एकल उत्परिवर्तन दाईं ओर क्लिक कर सकते हैं और एक्सेसिबिलिटी मायने नहीं रखती क्योंकि हमने लिखा है कि हमलेने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं पीएच 7 पर कुछ भी इसलिए आपको पीएच 7 से 7 थर्मल दिनैचुरैशन मिला है अगर आप ऐसा करते हैं तो आप थर्मल डालते हैं ठीक है वर्तमान में हम वर्तमान में प्रदर्शन विकल्प पर क्लिक करते हैं फिर हम इसे शुरू करेंगे फिर अंत में हमें डेटा मिलेगा यह पहला प्रतीक है और एक दूसरे से गुज़रे हैं कि यह यहाँ के दिनैचुरैंट दिनैचुरैशन के साथ है हमारे पास दफन हैलिक्स क्षेत्र है दफन का मतलब है आपको अधिकार दफन करने के लिए पहुँच प्राप्त करनी होगी और फिर आप यूरिया दिनैचुरैशन देख सकते हैं तो आप यूरिया और सीडी माप डालते हैंडालते हैं आप 15 और 25 डिग्री के बीच सीडी और तापमान आप तापमान देखते हैं और अगर हम तापमान अवशेष संख्या से बाहर निकलते हैं इसलिए इस मामले में आपको सॉर्ट करने के लिए तापमान अवशेषों की संख्या को सही बदलना होगा और अगर हम शुरू करते हैं और हमें डेटा मिलेगा तो इन चीजों के लिए सही है फिर एक उदाहरण और लेंगे इसलिए उदाहरण के लिए किसी भी अन्य अवशेषों के लिए प्रतिवर्ती उत्परिवर्तन और एसपारटिक एसिड तो जंगली प्रकार के अवशेषों में एस्पार्टिक एसिड होता है तो इस मामले में मैं रिक्त अधिकार रखता हूं फिर आप अन्य शर्तों तक पहुंच और 96 से 99 के बीच के प्रकाशन वर्ष का उपयोग करते हैं तो अगर आपने इन सभी चीजों का उपयोग 96 और 96 किया है और आपको पूरा डेटा सही मिलेगा तो आपके पास ProTherm में विभिन्न विकल्प हैं और आपके कई संयोजन का उपयोग कर सकते अपनी जानकारी ठीक पाने के लिए विभिन्न विकल्पों हैं इसलिए हम विभिन्न शब्दों का सही उपयोग करते हैं इसलिए क्या है पहुंच का अर्थ और उदाहरण के लिए मैं दफन और आंशिक रूप से दफन और उजागर किया जाएगा उजागर का अर्थ क्या है पहुँच सेवा बहुत अधिक है यह प्रोटीन के बाहर है इसलिए उन्होंने जो वे हम करने के उपयोग सीमाएं बताईंउजागर लिए करते हैं हम नहीं जानते हैं यह आपको बताएगा कि क्या स्थितियां हैं हमने इस प्रोथर्म के लिए उपयोग किया है क्योंकि हम दफन या आंशिक रूप से उजागर होने के लिए अलग अलग कट ऑफ मूल्यों का उपयोग कर सकते हैं इस मामले में हम कम का उपयोग करते हैं दफन किए गए 20 प्रतिशत से जो कि बहुत व्यापक है और 20 से 50 आंशिक रूप से दफन है और इससे अधिक उजागर हो जाएगा यदि आप इस 20 प्रतिशत को 5 प्रतिशत के रूप में प्रतिबंधित करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे क्या हम इसे प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यहाँ दफनाए गए को हम 0 से 20 प्रतिशत के रूप में परिभाषित करते हैं यदि आप 0प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं तो क्या से 5 हम वह डेटा प्राप्त कर सकते हैं जो आपको मिलता है छात्र हाँ हा सही है तो यहां आप दफन के बजाय परिभाषित कर सकते हैं आपको 0 से 5 का मूल्य देना है अब 0 जो भी आपको पसंद है तो फिर आप भी डेटा सही है तो यहाँ H की मदद से आप सभी तकनीकी शब्दों के लिए सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमजाते हैं ProTherm डेटाबेस में उपयोग किए तो आप सभी तकनीकी शब्दों को देखते हैं और वे सभी शर्तें जिन्हें आपको पूरी जानकारी है अब इस मामले में आप प्रोथर्ममें इस्तेमाल की गई शर्तों के बारे में अधिक समझ सकते हैं डेटाबेस तो ProTherm के अनुप्रयोग क्या हैं इसलिए हम जो ProTherm का उपयोग करते हैं उसके लिए कोई हालिया अपडेट नहीं है लेकिन यदि आप देखें तो ठीक है संदर्भ देखें इसलिए विभिन्न अनुप्रयोग ये डेटाबेस पेपर हैं और हम विश्लेषण और भविष्यवाणी कर सकते हैं आप डेटा एकत्र कर सकते हैं और हमका विश्लेषण कर सकते हैं स्थिरता डेटा जो कि के संबंध में डिनब्यूरेंट या थर्मल डिनैट्रेशन से प्राप्त होता है पहुंच सतह क्षेत्र या पीएचया बाहरी स्थितियों या माध्यमिक संरचनाओं और हम देख सकते हैं कि स्थिरता कैसे बदलती हैमें स्थिरता क्या हुई विभिन्न माध्यमिक संरचनाऔर आप विश्लेषण कर सकते हैं हम क्या विश्लेषण करते हैं तब आप भी अनुमान लगा सकते हैं हम कई मॉडलविकसित प्रतिगमन मॉडल या मशीन सीखने की तकनीक सही या ज्ञान आधारित भविष्यवाणियां या निर्णय ट्री मॉडल जो आप उपयोग कर सकते हैंकर सकते हैं विभिन्न मॉडलभविष्यवाणी करने के लिए म्यूटेशन पर स्थिरता की फिर आप उदाहरण के लिए प्रायोगिक डेटा के साथ कुछ सत्यापित भी कर सकते हैं अगर कुछ भविष्यवाणी विधियां हैं जो वे कुछ डेटा की भविष्यवाणी करते हैं ये विभिन्न उद्धरण हैं जो वर्तमान में हम अद्यतन नहीं हैं ठीक है तो यह हमारे डेटाबेस के साथ लिंक को पार करने के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि ProThermसाथ जुड़ा हुआ PDB और विभिन्न अन्य डेटाबेस केहै हमारे पास 25000 से अधिक डेटा है तो ये विभिन्न डीडीबी और उच्चारित स्लाइड P GDB हैं इन सभी डेटाबेसों को उन्होंने इन प्रोथर्म डेटाबेस से जोड़ा इसलिए हमारे पास संरचनात्मक जानकारी है और हम इसे ऊष्मप्रवैगिकी से संबंधित कर सकते हैं इसलिए हमकोलिए देख सकते हैं फ़ंक्शन और रोगों के साथ संरचना की स्थिरता की जानकारीसमझने के इस मामले में यह डेटाबेस बहुत उपयोगी है इसलिए विभिन्न डेटाबेस हैं फिर किसी भी तरीके से काम किया वे भविष्यवाणी कर सकते हैं या वे आखिरकारकुछव्याख्या किसी भी उत्परिवर्तन केकारणों कीकर सकते हैं हम प्रोथर्म में उपलब्ध डेटा के साथ सत्यापित कर सकते हैं या नहीं यह प्रयोग केवल उपलब्ध प्रायोगिक है डेटाबेस इसलिए हम तुलना कर सकते हैं कि यह प्रोथर्म डेटाबेस में अन्य म्यूटेशन के साथ तुलनीय है या नहीं यह सही है वे उपयोग करते हैं अब कई कई उद्धरण हैं फिर भी उद्धृत किया गया है और बहुत सामान्य अनुप्रयोग हैं और हम तकनीकी अनुप्रयोगों द्वारा स्थिरता के लिए वृद्धि के साथ क्यों प्राप्त कर सकते हैं तो सही वे ProTherm डेटाबेस का उपयोग किया जाता है इसलिए कई समीक्षा लेख हैंभी वे सभी पुस्तकेंभेजते हैं इसलिए वे प्रोथर्म का हवाला देते हैं तो यह बताएगा किमें ProTherm कैसे महत्वपूर्ण है इस मामले इसलिए यदि आप ProTherm उद्धरणों को खोजते हैं तो आपको हाँ मिल जाएगा यह ProTherm संस्करण ४ में २३ times समय के साथ निवास किया गया है ये ५४ यह ५४ सही है कई उद्धरण सही हैं यह कुछ उद्धरणों के लिए 283 उद्धरण हैं यह पूरी तरह से अगर आप इन सभी 4 5 पत्रों कोजोड़ते हैं सही इसलिए हम 1000 से अधिक उद्धरण प्राप्त करते हैं क्योंकि पहले के वर्षों में न्यूक्लिक एसिड अनुसंधान ने डेटाबेस में इसके अपडेट प्रकाशित किए थे जो वर्तमान में पहले के दिनों में नहीं थे इसलिए हमारे पास विभिन्न अपडेट हैं हमारे पास 4 या 5 अपडेट हैं इसलिए हाल ही में हमारे पास अलग अलग अपडेट हैं लेकिन प्रत्येक संस्करण में हम नई सुविधाओं के साथ साथकी संख्या बढ़ाते हैं डेटाऔर इसलिए यही कारण है कि यह मामला है तो यह केवल प्रोटीन स्थिरता के लिए एक प्रयुक्त संसाधन है तो यह प्रोटीन शोध के लिए एक अच्छा डेटाबेस और उपयोगी संसाधन है ये इस बैंक में उपलब्ध अन्य डेटाबेस हैं तो ProTherm के साथ साथ अन्य चीजों से संबंधित तो आप ProTherm डेटाबेस का उपयोग कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं औरमज़े इस डेटा के साथकर सकते हैं और सही अधिक विवरणों का पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं और प्रोटीन बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और स्थिरता के फ़ंक्शंस या बीमारियों और उस अधिकार के साथ संबंधित हो सकते हैं